डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों के बारे में बात करेंगे पिछले सप्ताह में हमने ट्रांज़ैक्शन और कंकर्रेंसी गुणों को कैसे पूरा किया जा सकता है के लिए विशेष रूप से हम विफलता के विभिन्न स्रोतों को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये ऐसे विषय हैं जो कवर करेंगे इसलिए हमने जो देखा है वह सभी डेटाबेस एक ट्रांज़ैक्शन के भीतर राइट और एक निश्चित तरीके से गारंटी देता है यह निरंतरता बनाए रखने में योगदान देता है स्थिरता गुण में भी योगदान देता है तो आइए हम देखें कि क्या हम पुनर्प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए हम देखें कि सामान्य प्रकार की विफलताएं क्या हो सकती हैं जो कि एक प्रकार का ट्रांजेक्शन विफल हो सकता है कुछ आंतरिक त्रुटि के कारण तार्किक त्रुटि के कारण ट्रांजेक्शन विफल हो सकता है या कुछ सिस्टम त्रुटि के कारण विफल हो सकता है इसलिए इस प्रणाली को ट्रांज़ैक्शन को समाप्त करना चाहिए हमने कई स्थितियों के बारे में बात की है जहां डेडलॉक विफलता है सिस्टम में कोई क्रैश होने पर दूसरी संभावित त्रुटि हो सकती है हार्डवेयर विफलता बिजली की विफलता सॉफ्टवेयर विफलता के कारण एक प्रणाली दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है इसलिए हम असफल रोकने की धारणा बनाने की कोशिश करते हैं कि नॉन वोलाटाइल सामग्री को एह कर्रप्टेड को शामिल करना पड़ता है और विफलताओं की तीसरी व्यापक श्रेणी डिस्क विफलता के साथ होती है एक डिस्क स्वयं विफल हो सकती है यह हार्डवेयर विफल हो सकता है सिर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और जब ऐसा होता है तो विनाश माना जाता है कि हमें ऐसी विफलताओं का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए विफलताओं और अन्य तंत्र हैं लेकिन मोटे तौर पर ये तीन प्रकार की विफलताएं हैं जो एक डेटाबेस प्रणाली से गुजर सकती हैं इस प्रकार यदि एक या एक से अधिक विफलताएँ होती हैं तो हमें इससे उबरने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है आइए हम एक ट्रांज़ैक्शन की एक बहुत ही सरल स्थिति पर विचार करें जिसे हमने पहले देखा था कि ट्रांजेक्शन होता है और इसलिए दो अपडेट होने हैं A को डेबिट करना होगा और B को क्रेडिट प्राप्त करना होगा इसलिए ट्रांजेक्शन Ti को ए और बी के लिए अपडेट की आवश्यकता होती है जो कि ऐसा लिखा जाना चाहिए जो डेटाबेस में स्थायी रूप से आउटपुट होना चाहिए इसलिए अगर इन संशोधनों में से एक के बाद विफलता हो सकती है और इससे पहले कि वे दोनों बनती हैं तो यह एक संभावना है एक संभावना यह है कि हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमने यह सुनिश्चित करने के बिना डेटाबेस को संशोधित किया है कि ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है इसलिए वह डेटाबेस को असंगत किया है इसलिए यदि विफलता उस बिंदु पर होती है तो कुछ खोए हुए अपडेट होंगे इसलिए रिकवरी एल्गोरिदम रणनीति को मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना है एक सामान्य ट्रांजेक्शन के दौरान पर्याप्त जानकारी एकत्र करना होता है ताकि विफलताओं से उबरने का काम किया जा सके इसलिए सामान्य ट्रांज़ैक्शन के दौरान हमें जो करने की आवश्यकता है वह चल रहा है क्योंकि उस समय के दौरान हमारे पास पर्याप्त डेटा होना चाहिए ताकि हम विफलता के चरण में पुनर्प्राप्ति कर सकें और क्रियाओं का दूसरा सेट ऐसी क्रियाएं हैं जो एक बार विफलता हो सकती हैं डेटाबेस को पुनर्प्राप्त करने के लिए हुआ ताकि हम एक सुसंगत स्थिति सुनिश्चित कर सकें इसलिए इससे पहले कि हम अलग अलग रिकवरी एल्गोरिदम की इन चर्चाओं में आएं हमें जल्दी से इस भंडारण मॉडल पर गौर करना चाहिए जिसे हम मान रहे हैं हम जानते हैं कि परिवर्तनशील भंडारण को जानते हैं जो डिस्क टेप फ्लैश और सभी अस्थिर भंडारण गायब हो जाता है जब भी सिस्टम क्रैश होता है और गैर वाष्पशील भंडारण सिस्टम क्रैश से बचने के लिए माना जाता है लेकिन यह अभी भी विफल हो सकता है इससे डेटा का नुकसान हो सकता है तो हम एक तीसरे प्रकार के भंडारण पर भी विचार करते हैं जिसे स्थिर के रूप में जाना जाता है इसे भंडारण का एक पौराणिक रूप कहा जाता है जहां हम मानते हैं कि यह सभी प्रकार की विफलताओं से बचेगा अब स्वाभाविक रूप से आदर्श में यह कभी नहीं हो सकता है लेकिन हम इसे अलग अलग गैर परिवर्तनशील मीडिया पर एक ही डेटा की कई प्रतियों को बनाए रखकर अनुमानित कर सकते हैं और पुनर्प्राप्ति सिस्टम काम करते रहने के लिए स्थायी भंडारण डेटाबेस सिस्टम में एक उपलब्ध अंग माना जाएगा तो जैसा कि आप नीचे इस चित्र में देख सकते हैं इसलिए हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिर भंडारण क्या है तो यह सेकेंडरी स्टोरेज डेटाबेस है इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कभी विफल नहीं होगा जबकि एक नियमित आधार पर डेटाबेस बफ़र्स के संदर्भ में चीजें होती हैं जो मूल रूप से अस्थिर डेटाबेस परिवर्तनशील मेमोरी हैं तो अब फिग तो हम क्या करते हैं हम डेटा के प्रत्येक ब्लॉक की कई प्रतियों को बनाए रखते हैं और उन्हें अलग डिस्क पर रखते हैं तो भले ही एक डिस्क विफल हो जो अन्य डिस्क से पुनर्प्राप्त करना संभव है विभिन्न प्रकार की बहुलता है जो कि की जा सकती है यहां तक कि इसे दूरस्थ स्थान पर भी स्थित किया जा सकता है ताकि आग लगने या बाढ़ आने पर भी डेटाबेस को पुनर्प्राप्त किया जा सके लेकिन सिद्धांत रूप में यह माना जाएगा कि कई प्रतियाँ सभी प्रतियाँ नहीं हैं कि एक ही समय में विफल हो सकती हैं तो अब यह सुनिश्चित कर सकता है कि डेटा पहले ही लिखा जा चुका है तो यह गारंटी है कि यह वही रहेगा जो हमने रेट सिस्टम के बारे में बात की है लेकिन अगर विफलता बीए डेटा ट्रांसफर के दौरान होती है तो परिणाम क्या होता है जिसमें परिणाम अभी भी क्षणिक स्थिति में है यह क्षणिक प्रतियों के साथ रहेगा तो सामान्य रूप से ब्लॉक हस्तांतरण सफल समापन या आंशिक विफलता में परिणामित हो सकता है जहां गंतव्य ब्लॉक वास्तव में वर्तमान जानकारी या कुल विफलता है जहां गंतव्य ब्लॉक को बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया जा सकता है इसलिए मीडिया के खिलाफ फिर से सुरक्षा के लिए डेटा ट्रांसफर के दौरान ऐसी विफलताएं एक संभव समाधान हो सकती हैं और हम मानते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक की केवल दो प्रतियां हैं यह आपको विफलता के खिलाफ अधिक समाधान देने के लिए कई प्रतियां हो सकती हैं इसलिए अगर हमारे पास दो प्रतियाँ हैं और रणनीति इस प्रकार हो सकती है कि पहले भौतिक ब्लॉक पर जानकारी लिखें फिर एक बार जब यह सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो आप दूसरी या भौतिक ब्लॉक पर एक ही जानकारी लिखते हैं और आउटपुट केवल दूसरे के बाद पूरा होता है भौतिक ब्लॉक लिखना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है इसलिए हमें गारंटी देने की जरूरत है अब उस ba के खिलाफ की रक्षा के लिए जो इस स्थानांतरण के दौरान इस लेखन के दौरान होता है अगर कुछ आउटपुट ऑपरेशन में कुछ विफलता होती है तो इससे उबरने के लिए आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि कौन से ब्लॉक असंगत हैं क्योंकि हमने दो या दो से अधिक प्रतियां रखी हैं इसलिए आपको हर डिस्क ब्लॉक की दो प्रतियों की तुलना अलग अलग डिस्क पर रखनी होगी और देखना होगा कि क्या कुछ असंगति रही है अब यह सैद्धांतिक रूप से ठीक है लेकिन यह बहुत महंगा है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक हैं तो आमतौर पर एक बेहतर समाधान क्या होता है जब आप वास्तव में डिस्क लेखन कर रहे होते हैं जहां आप आउटपुट करने की प्रक्रिया में वास्तव में आउटपुट पर काम कर रहे होते हैं तो आप इन राइट्स को एक गैर परिवर्तनशील हैं और केवल उन प्रतियों की तुलना करते हैं इसलिए यह स्वाभाविक रूप से बहुत तेज़ होगा क्योंकि आपको पता है कि मेमोरी डिस्क से एक्सेस करने के लिए बहुत तेज़ है और ये ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग आमतौर पर उस रेट सिस्टम में किया जाता है जिसकी हमने पहले चर्चा की है इसलिए यदि किसी असंगत ब्लॉक की किसी भी कॉपी में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो त्रुटि की जांच करने के लिए दूसरी कॉपी द्वारा ओवर राइट करें लेकिन यदि दोनों में कोई त्रुटि नहीं है लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो दूसरे को पहले वाला से ओवरराइट करें इसलिए यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास हमेशा ऐसा हो भले ही एक क्षणिक असफलता हो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप जानते हैं कि क्या गलत है और आप उसका ध्यान रख सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं अब इस तरह के एक तंत्र कार्य को करने के लिए हम आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा के बहुत सरल मॉड्यूल का सहारा लेते हैं हम मानते हैं कि डिस्क पर भौतिक ब्लॉक हैं जो कि गैर वाष्पशील में उपयोग किया जा सकता है तो जब आप एक इनपुट ऑपरेशन द्वारा शुरू की गई डिस्क और मुख्य मेमोरी के बीच ब्लॉक को स्थानांतरित करते हैं तो आप एक इनपुट कर रहे हैं सभी भौतिक ब्लॉक डिस्क है एक ब्लॉक भौतिक ब्लॉक बी B को मुख्य मेमोरी में लाया जाता है या आपके पास एक आउटपुट ऑपरेशन है जो पहले बफर ब्लॉक बी B को डिस्क में स्थानांतरित करता है और उपयुक्त भौतिक ब्लॉक को बदलता है इसलिए ये ऑपरेशन जब आप डिस्क के साथ भौतिक ब्लॉक ले जाते हैं तो आप उन्हें इनपुट और आउटपुट कहते हैं इसलिए और हम कुछ धारणा बना रहे हैं कि जो डेटा हम लिखना चाहते हैं वह काफी छोटा है ताकि यह एक ब्लॉक में फिट हो जाए अन्यथा कई योजनाएं हैं या आप जानते हैं कि आप कई ब्लॉक में डेटा फैलाते हैं अब दूसरा भाग प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन है दूसरी तरफ एक निजी कार्य क्षेत्र माना जाता है इसलिए निजी कार्य क्षेत्र में जो ट्रांजेक्शन के लिए उस डेटा आइटम X की प्रतिलिपि xi है और कहते हैं Bx वह ब्लॉक है जो इसमें X है तो Bx भौतिक ब्लॉक है और फिर आप ट्रांजेक्शन को निजी क्षेत्र और इस बफर ब्लॉक के बीच पढ़ने और लिखने के संचालन के बीच डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के ऑपरेशन हैं एक इनपुट आउटपुट होता है जो मेमोरी और फिजिकल ब्लॉक के बीच होता है जो कि डिस्क होता है और दूसरा रीड ऑपरेशन होता है जो ट्रांजैक्शन प्राइवेट एरिया और सिस्टम बफर ब्लॉक्स के बीच होता है इसलिए ट्रांज़ैक्शन को पहली बार X तक पहुंचने से पहले रीड किया जा सकता है तो हम यह भी देखते हैं कि यह एक तथ्य है कि जब मैं वास्तव में उस ब्लॉक को आउटपुट करना चाहता हूं जिसमें X होता है तो मेरा मतलब है कि आपका आइटम X आखिरकार डिस्क में लिखा गया है आउटपुट B x आपके लिखने के तुरंत बाद होने की आवश्यकता नहीं है तो आप इसे दो चरणों में कर रहे हैं ट्रांज़ैक्शन निजी क्षेत्र से सिस्टम बफर तक सिस्टम बफर से डिस्क तक इसलिए पहले राइट हो और जब भी ऐसा करने के लिए फिट हो तो आइए हम कुछ सरल समझने योग्य चीज़ों को बनाने के लिए योजनाबद्ध रूप से यहां एक जल्दी से देखते हैं इसलिए वे उस डिस्क पर डेटा आइटम A और B हैं जो हम बात कर रहे हैं इसलिए यदि मैं एक इनपुट ऑपरेशन करता हूं तो मैं वास्तव में ट्रांस हूं और यह बफर है यह सिस्टम बफर है तो यह एक सामान्य बफर की तरह है जहां आप डेटा रख सकते हैं हम देखेंगे कि इस सिस्टम बफर को कैसे प्रबंधित किया जाए और यह एक ट्रांजेक्शन का निजी कार्य क्षेत्र है कहें T1 तो रीड का आरम्भ A को बफर क्षेत्र में X के रूप में लाएगा और फिर वह X को अपने निजी क्षेत्र में X1 के रूप में पढ़ेगा यह वह जगह है जहां यह है यह काम करेगा यह एक निजी क्षेत्र है जहां T1 काम करेगा और संभवत इसने एक राइट आइटम Y उत्पन्न किया है जिसके साथ डिस्क पर वापस जाने की आवश्यकता है तो फिर से हम बफर क्षेत्र करेगा और फिर बाद में एक आउटपुट होगा जो इस Y को डिस्क पर वापस ले जाएगा तो यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रांज़ैक्शन पढ़ने के बाद ट्रांज़ैक्शन स्वतंत्र रूप से बफ़र्स को लिख सकता है और आउटपुट स्वतंत्र रूप से हो सकता है इससे पहले कि ट्रांजेक्शन होने के बाद भी स्थिति में अंतर है अलग अलग प्रोटोकॉल हैं उसका अनुसरण किया और हम सभी द्वारा देखेंगे लेकिन यह मूल सरल मॉडल है जिसे नियमित रूप से उपयोग किया जाएगा इसलिए कृपया ध्यान रखें कि हम अक्सर तीन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे कार्य क्षेत्र एक ट्रांज़ैक्शन का निजी कार्य क्षेत्र है यह एक मेमोरी है और सिस्टम बफर ब्लॉक है जहां डेटा अस्थायी रूप से रीड ब्लॉक मौजूद है और इस सिस्टम बफर के माध्यम से यह रास्ता है कि रीड राइट्स आउटपुट होगा और कृपया याद रखें कि हम रीड और राइट टर्म का उपयोग तब करेंगे जब यह ट्रांजेक्शन के निजी कार्य क्षेत्र और सिस्टम बफर ब्लॉक के बीच होगा और बात करेगा इनपुट आउटपुट जब डिस्क के साथ भौतिक ब्लॉक के बीच होता है इसलिए आप जो डेटा एक्सेस कर सकते हैं वह मैंने पहले ही बता दिया है इसलिए डेटा एक्सेस के संदर्भ में ये ऐसे चरण हैं जो ट्रांज़ैक्शन पढ़ने या लिखने के लिए करेंगे जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है अब अब के संदर्भ में देखते हैं कि इस तरह के स्टोरेज एक्सेस की पृष्ठभूमि में रिकवरी कैसे होगी और एटमॉसिटी की गारंटी कैसे होगी इसलिए विफलता के चरण में एक परमाणुता सुनिश्चित करने के लिए हमें इनपुट संशोधन डेटाबेस के साथ स्थिर भंडारण में संशोधनों का वर्णन करने के लिए आउटपुट जानकारी की आवश्यकता है तो हम जो कह रहे हैं कि हम उस स्थिर भंडारण में परिवर्तन लिख सकते हैं जो आपको याद है कि उस स्थिर भंडारण को याद रखना चाहिए जिसे वास्तव में संशोधित डेटाबेस के बिना विफल माना जाता है अब हम एक बहुत ही सरल तंत्र करते हैं जिसे लॉग आधारित रिकवरी तंत्र कहा जाता है तो हम पहले इस लॉग आधारित रिकवरी तंत्र के बारे में बात करेंगे कि लॉगिंग और रीडो पूर्ववत फिर से संचालन की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं और वास्तविक रिकवरी एल्गोरिदम को प्रस्तुत करती हैं अन्य विकल्प भी हैं जैसे कि छाया पेजिंग हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस मॉड्यूल में हम एक समय में एकल लेनदेन धारावाहिक निष्पादन के बारे में बात कर रहे हैं अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे कंकर्रेंसी के मामले में तो अब हम लॉग आधारित रिकवरी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो लॉग इन रिकवरी मेकेनिज़्म में आप देख सकते हैं कि यह मूल है यह आपका स्थिर डेटाबेस है जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं ये आपके बफ़र्स हैं जिनसे आपने बात की थी और हमारे पास कुछ लॉग्स की जानकारी है लॉग बफ़र्स और भी स्थिर लॉग के संदर्भ में कर रहा है जो एक लॉग है जो स्थिर डेटाबेस में लिखा गया है इसलिए एक बार जब हम समझ जाते हैं कि आप क्या लॉग इन कर रहे हैं तो आप इसे समझ जाएंगे लेकिन मैं आपको केवल यह दिखाना चाहता था कि डेटा की तरह बफर कॉपी के साथ साथ लॉग के संदर्भ में स्थिर डेटाबेस प्रतियां भी हैं बफर कॉपी के साथ साथ स्थिर भी होंगे लॉग प्रतियां तो एक लॉग को स्थिर भंडारण में रखा जाता है यह रिकॉर्ड का एक क्रम है तो लॉग मूल रूप से क्या और का एक रिकॉर्ड है इसलिए यह ऐसा है जैसे कि कोई कार्य कर रहा है हमारे पास हमेशा हर कार्य है जो मैं करता हूं मैं एक रिकॉर्ड रखता हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसे लॉगिंग कहा जाता है इसलिए जब कोई ट्रांज़ैक्शन शुरू होता है तो मैं एक लॉग रिकॉर्ड लिखता हूं जो ट्रांजेक्शन आईडी रखता है कहें Ti और फिर लॉग के लिए एक कीवर्ड प्रारंभ करता है तो यह इंगित करता है कि ट्रांज़ैक्शन Ti शुरू हो गया है और जब यह एक राइट को निष्पादित किया है फिर मैं एक लॉग रिकॉर्ड लिखता हूं जो इस तरह दिखता है जो कि है इसलिए यहां अगर हम ध्यान से देखें तो यह ट्रांज़ैक्शन का विचार है X डेटा आइटम है जिसे आप V1 लिखना चाहते हैं डेटा आइटम का वर्तमान वैल्यू है और V2 मान है हम वास्तव में लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम स्पष्ट रूप से नज़र रख रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं और इस प्रक्रिया में मूल वैल्यू क्या है जो बदल जाएगा तो यह इस लॉगिंग का मुख्य महत्वपूर्ण फैक्टर को बदल दिया है अब इस प्रक्रिया में अंत में जब कि ट्रांजेक्शन है तो यह वास्तव में एक ट्रांज़ैक्शन करने का एक अर्थ है जब यह लॉग रिकॉर्ड लिखा जाता है तो एक लॉग शुरू होगा फिर अलग लिखने लॉग रिकॉर्ड और फिर अंत में एक कमिट लॉग रिकॉर्ड तो लॉग का उपयोग करने के मूल रूप से दो दृष्टिकोण हैं एक को तत्काल डेटाबेस संशोधन कहा जाता है यह वही है जो हम यहां का पालन करेंगे और एक अलग डेटाबेस संशोधन है तात्कालिक संशोधन योजना में मा यह ट्रांज़ैक्शन से पहले बिना किसी डिस्कनेक्ट किए ट्रांज़ैक्शन के अपडेट को बफर या डिस्क में करने की अनुमति देता है तो ट्रांज़ैक्शन से पहले होने वाले ट्रांजेक्शन से पहले Ti commit लॉग रिकॉर्ड उस बिंदु पर लिखा गया है जब आप ट्रांज़ैक्शन के अपडेट को बफर या डिस्क पर करने की अनुमति देते हैं और अपडेट लॉग रिकॉर्ड को पहले लिखा जाना चाहिए डेटाबेस वास्तव में लिखा गया है तो आपको पहले लॉग और फिर वास्तविक डेटाबेस आइटम लिखना होगा तो और हम मानते हैं कि लॉग रिकॉर्ड सीधे स्थिर भंडारण के लिए आउटपुट है इसलिए ऐसा नहीं है कि खो जाने की कोई संभावना नहीं है अब डिस्क स्टोरेज के लिए अपडेट किए गए ब्लॉकों का आउटपुट हो सकता है यही अंतिम वास्तविक आउटपुट है जहां हमने लॉग लिखा है कि यह परिवर्तन कर रहा है लेकिन वास्तविक परिवर्तन हम ट्रांजेक्शन शुरू होने से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं ट्रांज़ैक्शन कमिट होने के बाद भी यदि आप इस मा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो आप कहते हैं कि आप तत्काल संशोधन योजना में हैं और वास्तव में जिस क्रम में ब्लॉक आउटपुट हैं जो डिस्क पर लिखा जाता है उस क्रम से अलग हो सकता है जिसमें वे मूल रूप से लिखे गए थे लेकिन लॉग रिकॉर्ड को इन आउटपुट के प्रत्येक होने से पहले लिखा जाना चाहिए आस्थगित संशोधन योजना में परिवर्तन के अद्यतन केवल बफर और डिस्क के लिए किए जाते हैं ट्रांज़ैक्शन के समय से पहले नहीं इसलिए यह वसूली के कुछ पहलुओं को सरल करता है लेकिन इसके अन्य मुद्दे हैं इसलिए हम इस योजना के बारे में बात नहीं करेंगे बस यह जान लें कि चीजों को करने के लिए एक वैकल्पिक योजना है तो अब औपचारिक रूप से बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन कमिट क्या है ट्रांजेक्शन किया गया है के बारे में कहा जाता है कि अगर यह लॉग रिकॉर्ड स्थिर भंडारण के लिए आउटपुट है यह है कि Ti कमिट किया गया है जाहिर है ट्रांज़ैक्शन के सभी पिछले लॉग रिकॉर्ड पहले से ही आउटपुट किए गए होंगे क्योंकि जो कमिट करते हैं वे उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में कार्रवाई की जाती है अब ट्रांज़ैक्शन द्वारा किया गया राइट अभी भी बफर में हो सकता है इसलिए आपके पास ट्रांज़ैक्शन कमिटेड जो किए जाते हैं वे आउटपुट नहीं किए गए हो सकते हैं वे हैं कि वे अभी भी बफर में हो सकते हैं जब ट्रांजेक्शन शुरू हो जाता है और बाद के समय में वे आउटपुट हो सकते हैं तो हम यहां एक उदाहरण लेते हैं आइए एक उदाहरण देखें तो यहां आप लॉग रिकॉर्ड्स देखते हैं और यहां राइट का क्रम है और आउटपुट A1 हो रहा है तो लॉग रिकॉर्ड में ट्रांजेक्शन यहां शुरू होता है तो आपके पास शुरुआत का लॉग रिकॉर्ड है इसका अर्थ क्या है इसका ट्रांज़ैक्शन का अर्थ T0 A लिखने की कोशिश कर रहा है और वर्तमान मान 1000 है और यह इसे 950 में बदलना चाहता है इसलिए यह लॉग रिकॉर्ड लिखा गया है और आप देख सकते हैं कि वास्तविक राइट करना तो यह यहाँ हुआ है इसी तरह अगला एक और B के लिए एक और अपडेट ट्रांजेक्शन हुआ है तो जिसका अर्थ है कि ट्रांज़ैक्शन निजी कार्य क्षेत्र से सिस्टम बफर तक डेटा लिखा गया है और फिर ट्रांज़ैक्शन T0 ने ट्रांजेक्शन कमिट किया है तो इस बिंदु पर यदि आप इस पर जाते हैं तो ट्रांजेक्शन T1 शुरू होता है तो कृपया याद रखें कि हमने कहा है कि हम केवल सीरियल मा शेड्यूल का उपयोग कर रहे हैं इसलिए अब केवल एक और ट्रांज़ैक्शन कमिट हो सकता है जो शुरू हो गया है और जिसने 700 से 600 तक C अपडेट करने के लिए लॉग रिकॉर्ड लिखा है तो वहाँ 600 के लिए एक राइट है इस बीच और इस स्तर पर इस बीच ये ब्लॉक आउटपुट हो चुके हैं तो उन्हें वास्तव में डिस्क लिखा गया है और आप समझ सकते हैं कि यह ब्लॉक B B एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें डेटा आइटम का डेटा वैल्यू अपडेट किया गया है B और मा इस B C में डेटा आइटम C का अद्यतन वैल्यू है देख सकते हैं कि वास्तव में B का ये आउटपुट ट्रांजेक्शन होने से पहले आउटपुट हो रहा है इसलिए यहां यह कमिट के बाद हो रहा है लेकिन यहां यह कमिट से पहले हो रहा है इसलिए इन दोनों को अनुमति दी जाती है इन दोनों को प्रोटोकॉल के संदर्भ में अनुमति दी जाती है जो हम अनुसरण कर रहे हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि जिस क्रम में वे A लिखे गए थे उस क्रम के संदर्भ में लेकिन A बाद के समय में आउटपुट है क्योंकि यह एक अलग अनुक्रम है जिसमें सिस्टम बफर डिस्क पर लिखने के लिए निर्णय ले सकता है तो यह तत्काल डेटाबेस संशोधन योजना है जिसके माध्यम से हम लॉग लिख सकते हैं अब सवाल यह है कि हमने लॉग लिखे हैं तो उन लॉग का क्या उपयोग है स्वाभाविक रूप से उन लॉग्स का उपयोग दो ऑपरेशनों के संदर्भ में होता है जिनके बारे में हम कहते हैं कि पूर्ववत अनडू संचालन और अनडू ऑपरेशन वह है जो मूल रूप से ऑपरेशन को अपडेट के प्रभाव को कम करता है इसलिए जब मा आपने किया है तो यदि यह एक लॉग रिकॉर्ड है तो पूर्ववत करना है इसलिए इसका मतलब है कि X को बदल दिया गया था इसका मान V1 था और इसे V2 में बदल दिया गया था यदि आप उसे अनडू वापस X पर आ जाता है इसलिए यदि मैं इस विशेष क्रिया को अनडू करता हूं जिसे लॉग रिकॉर्ड में डाला गया है तो X वापस मिल जाएगा यह मूल मान है और फिर से कर रहा है एक ही बात फिर से अगर मैं इस लॉग रिकॉर्ड के लिए फिर से करता हूं तो V2 का मान फिर से X पर रीसेट हो जाएगा तो ये दो सरल पूर्ववत और फिर से संचालन हैं जो हमें पुनर्प्राप्ति सिस्टम इनपुट को प्राप्त करने में मदद करेंगे तो ट्रांज़ैक्शन करने से क्या मतलब है आइए हम समझते हैं इसलिए जब मैं एक ट्रांजेक्शन करता हूं जो Ti द्वारा अपडेट किए गए सभी डेटा आइटम के मानों को उनके पुराने मानों पर पुनर्स्थापित करता है तो इस आगे के क्रम में मूल्यों को अपडेट किया गया है इसलिए जब आप पूर्ववत करते हैं तो आपको वास्तव में रिवर्स ऑर्डर में ऐसा करना होगा क्योंकि यह काफी संभव है कि X को यहां 1 मिला फिर बाद में कुछ बिंदु पर इसे 17 तक अपडेट किया गया फिर बाद में कुछ बिंदु पर 13 के लिए अद्यतन किया गया था तो यह अद्यतन संभवतः 0 से हुआ था यह अद्यतन 1 से हुआ था यह अद्यतन 3 से हुआ था इसलिए उन सभी ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड हैं तो आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो आप पहले X को 17 पर वापस लाएँगे क्योंकि यह तब वापस 1 पर वापस आ रहा है और फिर 0 पर जा रहा है इस क्रम में यह आगे बढ़ेगा और हर बार जब आप पुनर्स्थापित करते हैं तो आप लिखते हैं कि आप इसे एक रिकॉर्ड के रूप में लिखते हैं जिसे रीडू रीडू केवल रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहां आप उस मूल वैल्यू है और इस तरह से चल रहा है जब आप ऑपरेशन को समाप्त करेंगे इस एक प्रक्रिया की शुरुआत में आया है जब यह पूरा हो जाता है तो एक लॉग रिकॉर्ड Ti abort लिखा जाता है जो कहता है कि वास्तव में पूर्ववत है तो यह अनडू ऑपरेशन है रीडू के निर्देशों को उसी तरह से कर रहा है जैसा पहले किया गया था तो इसके विपरीत जो पीछे की तरफ जाता है फिर से आगे बढ़ता है और यह इस ट्रांजेक्शन के पहले लॉग रिकॉर्ड से शुरू होता है और अंत तक चलता रहता है और इसके लिए इस ऑपरेशन के लिए कोई अलग लॉगिंग नहीं है अब अनडू रीडू ऑपरेशन का उपयोग कैसे किया जाएगा दो प्रमुख परिस्थितियां हैं जिनमें उनका उपयोग किया जाता है एक पूर्ववत है उपयोग किया जाता है ट्रांज़ैक्शन रोल बैक को सामान्य ऑपरेशन के दौरान रोलबैक करना पड़ता है इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि कोई सिस्टम विफलता नहीं है या डेटा डिस्क विफलता कुछ भी नहीं है लेकिन अगर ट्रांज़ैक्शन में सामान्य विफलता है तो इसे पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह किसी तार्किक त्रुटि करते रहते हैं लेकिन जब कोई विफलता होती है तो विफलता होती है और आपको उससे उबरना होता है तब अनडू ऑपरेशन दोनों की आवश्यकता होगी जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे इसलिए हमें उस मामले से भी निपटने की जरूरत है जहां विफलता से उबरने के दौरान आप असफलता से उबर रहे हैं तो दूसरी विफलता होती है तो आप उस मामले में क्या करते हैं जो अधिक जटिल है उस बारे में बाद में बात करेंगे तो पहले चर्चा करते हैं कि जब आप सामान्य ऑपरेशन के दौरान ट्रांज़ैक्शन रोलबैक करते हैं तो क्या होता है तो Ti को ट्रांजेक्शन होने दें तो आपको स्वाभाविक रूप से अनडू करना होगा जो उसने पहले ही बनाया है तो आप लॉग रिकॉर्ड्स को अंत से स्कैन करेंगे और प्रत्येक लॉग रिकॉर्ड के लिए जो इस तरह का एक अपडेट है जैसे आप पुराने वैल्यू है अब कुछ समय में इस प्रक्रिया में पीछे की तरफ जाने पर आप Ti start log record के सामने आएंगे जब आप उस पार आते हैं तो आप लॉग रिकॉर्ड T1 abort लिखते हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि उस ट्रांजेक्शन खत्म हो गया है तो यह रोलबैक के दौरान ट्रांजेक्शन को पूर्ववत करने की मूल प्रक्रिया है दूसरे मामले में अगर आप असफलता से उबर रहे हैं अगर कोई विफलता हुई है तो आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे ध्यान से समझने की जरूरत है तो ट्रांज़ैक्शन Ti को undo करने की आवश्यकता है यदि लॉग में रिकॉर्ड प्रारंभ Ti start है लेकिन इसमें Ti commit या Ti abort शामिल नहीं है इसलिए प्रदर्शन करें Ti start आपको पता चल जाएगा कि यह शुरू हो गया है लेकिन असफलता के कारण यह पूरा नहीं हो सका क्योंकि यदि यह पूरा हो सकता है या इससे पहले यदि सामान्य निष्पादन के कारण इसे रोलबैक करना होता तो यह लिखा होता Ti commit या Ti abort लेकिन सिस्टम विफलता के कारण आप उनमें से कोई भी नहीं लिख सकते थे इसलिए ट्रांज़ैक्शन रोलबैक करना होगा दूसरा मामला वह मामला है जहां ट्रांज़ैक्शन को फिर से करने की आवश्यकता होती है जब इसमें रिकॉर्ड Ti start होता है लेकिन इसके अलावा इसमें रिकॉर्ड Ti commit या Ti abort भी होता है तो यह ट्रांज़ैक्शन है जो सफलतापूर्वक पूरा हो गया था शुरू किया था यह कमिट को निष्पादित करें तो इसीलिए आप एक रीडू करते हैं पहले के मामले में यह पूर्ववत है आप प्रभाव को अनडू हो गए हैं तो आपको उस पूरी चीज़ को रीडू करना होगा तो यह थोड़ा अजीब लग सकता है कि यदि इसमें Ti abort शामिल है तो आपको वास्तव में ट्रांज़ैक्शन को फिर से क्यों करना चाहिए क्योंकि यह केवल चीजों को सरल रखने के लिए है ताकि आप मूल इतिहास को वापस ट्रेस कर सकें इसलिए आप वास्तव में अनुकूलन करने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन आप मूल इतिहास को वापस ट्रेस करते हैं और जो कुछ भी हुआ है उसे करते हैं और फिर यह आपके एल्गोरिथ्म को काफी सरल करता है और फिर अगर कुछ निश्चित चीजें हैं जो पूर्ववत ऑपरेशन द्वारा की गई हैं तो आप उन लोगों के माध्यम से जाना चाहते हैं और उस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं इसलिए यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं वे ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं कि यह हर मामले में पुनर्प्राप्ति की विफलता है इसलिए यदि किसी मामले में ट्रांज़ैक्शन शुरू हो गया है और हमने A और B में परिवर्तन किए हैं और उस समय विफलता होती है तो स्वाभाविक रूप से शुरुआत वहाँ है और कमिट नहीं है इसलिए इन्हें पूर्ववत करना होगा तो यह पूर्ववत 2000 वापस मिल जाएगा और ऐसे रिकॉर्ड T0 B 2000 और T0 A 2000 कि दो क्षतिपूर्ति लॉग रिकॉर्ड होंगे और फिर यह T0 abort लिखा जाएगा अब यदि आप दूसरे ट्रांज़ैक्शन के ट्रांज़ैक्शन को b के रूप में दूसरे राज्यों में देखते हैं तो आप देखेंगे कि T0 वास्तव में शुरू हो चुका है और कमिट है और T1 उसके बाद शुरू हुआ है जो C को अपडेट करने के बाद पूरा नहीं कर सका इसलिए b के मामले में चूँकि T0 ने शुरू किया है और आप दोनों को फिर से करना है क्योंकि आपने इन सभी परिवर्तनों को खो दिया है इसलिए हमें फिर से नया करना होगा और इसके लिए आप कुछ भी लॉग इन नहीं करेंगे और फिर T1 पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि यह शुरू हो चुका है और इसमें एबोर्ट नहीं है इसलिए आप इसे पूर्ववत करने के लिए log रिकॉर्ड करेंगे T1 को पूर्ववत करें और आप T1 C 100 और T1 abort लिखें तीसरे मामले में मा दोनों ट्रांजेक्शन T0 और ट्रांजेक्शन T1 ने शुरू और कमिट किया है और दोनों ने पूरा किया है तो आपको दोनों को फिर से करना होगा तो ये मूल विभिन्न मामलों की रणनीतियाँ हैं जो आपके पास हैं अब सवाल यह है कि अगर असफलता होती है तो आपको सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए ऐसा करना पड़ता है और असफलता 1 साल के बाद या 8 9 10 महीने और इसी तरह के बाद हो सकती है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा जिसे आप रीडू अनडू के सेट के रूप में जानते हैं जो कि आपके द्वारा किया गया ऑपरेशन है यह बहुत लंबे समय तक चलेगा तो हम क्या करते हैं हम चेक प्वाइंट की तरह कुछ बनाते हैं जहां हमने कहा ठीक है हम समय समय पर एक ऐसे समय का चयन करेंगे जहां हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपडेट वास्तव में डिस्क में लगातार डाले गए हैं और डेटाबेस निश्चित रूप से एक सुसंगत स्थिति पर है और इसे चेक पॉइंटिंग कहा जाता है इसलिए जो कुछ भी किया जाता है वह चेक पॉइंटिंग के चुने हुए बिंदु पर होता है चेक के समय को इंगित करते हुए सभी अपडेट डेटाबेस में रोक दिए जाते हैं इसलिए सभी ट्रांज़ैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी भी नए ट्रांज़ैक्शन की अनुमति नहीं है जो कि हो रहा है इसलिए आप यह सुनिश्चित करते हैं कि वर्तमान में आपके बफ़र में रहने वाले सभी रिकॉर्ड्स को स्थिर स्टोरेज पर भेज दिया गया है जो सभी संशोधित बफ़र ब्लॉक हैं जो आउटपुट नहीं थे जिन्हें हमने आउटपुट भी किया है और फिर आप लिखते हैं कि यह एक लॉग रिकॉर्ड है जो चेक पॉइंट कह रहा है स्थिर भंडारण पर L जहां L मूल रूप से ट्रांजेक्शन में ले आयें इसलिए पुनर्प्राप्ति हैं जो चेक पॉइंटिंग के समय रहते हैं तो आप पीछे की ओर स्कैन करके देख सकते हैं कि वे क्या शुरू कर चुके थे इसलिए आपको उन ट्रांज़ैक्शन को फिर से करना और पूर्ववत करना होगा और फिर आप देखेंगे कि जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं वे पहले से ही आउटपुट में स्थिर भंडारण में हैं तो पूर्व के कुछ भाग को पूर्ववत संचालन के लिए आवश्यक हो सकता है इसलिए आप तब तक स्कैनिंग जारी रखते हैं जब तक आप Ti start में नहीं मिलते हैं और तब तक आप इसका ध्यान रखते हैं मुझे सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से समझाने दें तो चलिए हम बताते हैं कि यह वह चेकपॉइंट है जहाँ आपने सब कुछ फ्रीज कर दिया है और आगे कोई भी अपडेट नहीं होने दिया और सभी डेटा को वापस ले लिया तो जो कुछ हुआ है वह इस ट्रांजेक्शन T1 में है जो स्वाभाविक रूप से अंतिम चेकपॉइंट से पहले किया गया था उसके लिए कोई प्राप्ति लंबित नहीं था तो आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि लॉग के संदर्भ में सभी अपडेट के साथ साथ सिस्टम बफर को चेक पॉइंटिंग के समय डिस्क पर आउटपुट दिया गया है इसलिए आपको इस ट्रांजेक्शन को याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इसे केवल अनदेखा किया जा सकता है अब चेकपॉइंट पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन T1 निष्पादन में था तो कुछ खास बातें हुई थीं इसलिए चेकपॉइंट पर वह हिस्सा जो पहले से ही लॉग रिकॉर्ड के लिए हो चुका है और साथ ही इसके लिए आउटपुट भी पहले से ही मजबूती से डाल दिया गया है क्योंकि ये चेकपॉइंट अभी भी क्रियान्वित है तो आप इस ट्रांजेक्शन को चेकपॉइंट लॉग सूची में डाल देंगे तो हम कहेंगे कि यह T2 है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें देखें कि आप इसके साथ क्या करेंगे इसलिए यदि हम स्वाभाविक रूप से T2 को देखते हैं यदि आपके पास इस बिंदु पर विफलता है यदि आपके पास इस बिंदु पर विफलता है जैसा कि आप यहां हैं तो स्वाभाविक रूप से यह अंतिम स्थिर बिंदु है जिसे आप जानते हैं कि जहां सब कुछ एक सुसंगत तरीके से डिस्क पर लिखा गया था तो आपको जो करने की आवश्यकता होगी उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको यह पता चल जाएगा कि यह किया जा रहा है इसलिए आपको इस भाग को फिर से करना होगा इसी तरह T3 यदि आप इसे देखते हैं तो चेकपॉइंट के बाद शुरू हुआ और यह सिस्टम की विफलता से पहले कमिट है तो आपको इसे रीडू भी करने की आवश्यकता है और यदि आप T4 में देखते हैं यदि आप T4 में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम की विफलता से पहले शुरू हुआ था चेकपॉइंट के बाद और यह तब भी चल रहा था जब विफलता होती है तो आप नहीं जानते कि उस के अंतिम परिणाम क्या हैं इसलिए आपको क्या करने की आवश्यकता होगी आपको इस ट्रांज़ैक्शन को अनडू करना होगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं है आप सिर्फ इन मामलों को अनदेखा कर सकते हैं जिन्हें आपको ट्रांजेक्शन करना होगा तो चेक पॉइंटिंग के द्वारा और आप स्पष्ट रूप से जिस समय आप चेक पॉइंटिंग के लिए चुनते हैं उस बिंदु को विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए यह बहुत लगातार नहीं हो सकता है और फिर एक ही समय में यह बहुत अधिक हो जाएगा यदि आप इसे करते हैं में बहुत लंबे समय तक रहने के बाद स्वाभाविक रूप से आपको लाभ नहीं मिलेगा लेकिन चेक पॉइंटिंग डेटाबेस में रिकवरी करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इसलिए संक्षेप में हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की विफलताएं हो सकती हैं और उन्हें संभालने के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता होती है और हमने यह भी देखा है कि हम विभिन्न प्रकार की स्टोरेज संरचनाओं का उपयोग करते हैं और वे मिश्रित मिश्रण बनाते हैं और फिर इन संरचना की व्यवस्था विफलताओं से उबरने की गारंटी दे सकती है और हमने उनके संक्षिप्त रूप को लॉग बेस रिकवरी तंत्र के लिए की गई थी